रिलेशनशिप बिटवीन J एंड CTOD आप जानते हैं पिछली कक्षा में हमने J इंटीग्रल और CTOD के बीच संबंध देखा था हमने सिर्फ अंतिम व्यंजक को देखा है हम देखेंगे कि उस अंतर्संबंध को कैसे प्राप्त किया जाए हम डगडेल के यील्ड स्ट्रिप मॉडल पर जाते हैं और यह क्रैक का काल्पनिक विस्तार है और यह बहुत ही बढ़ाया चढ़ाया हुआ है आपको मानना होगा कि यह ऊंचाई काफी छोटी है यह लगभग कहा जा सकता है कि इसके लिए dy 0 के बराबर है और यदि आप J और CTOD के बीच संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो स्ट्रिप की सीमा के साथ एक कंटूर लें और कंटूर यहाँ दिखाया गया है मैंने एक कंटूर लिया है स्पष्टता के लिए यह थोड़ा सा विस्थापित है यह वास्तव में स्ट्रिप यील्ड मॉडल के काफी करीब है तो आप एक क्रैक फेस से शुरू करते हैं और दूसरे क्रैक फेस में समाप्त करते हैं और यह वह कंटूर है जो आपके पास है और हम जानते हैं J की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि J कंटूर पर समाकलन के बराबर है पहला पद स्ट्रेन ऊर्जा घनत्व U dy माइनस T i n डाउ u i बटा डाउ x गुणा ds के साथ पेश आता है तो यह निष्पादित कार्य देता है आपके पास स्ट्रेस सदिश वेक्टर और संबंधित विस्थापन है और जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि यदि अगर प्लास्टिक जोन की सीमा CTOD से बहुत बड़ी है CTOD कुछ नहीं है अपितु दूरी डेल्टा है और यह प्लास्टिक जोन की सीमा है इसकी तुलना में डेल्टा बहुत छोटा है यह एक बढ़ा चढ़ा कर दिखाया हुआ चित्र है यदि हमारे पास इस प्रकार की स्थिति dy बराबर शून्य है तो जब dy शून्य होता है तो J इंटीग्रल में यह पद शून्य हो जाता है और J इंटीग्रल आसानी से बन जाता है मेरे पास कर्षण ट्रेक्शन है जो कि कुछ नहीं अपितु σyy है जो कि कंप्रेसिव है इसलिए डाउ uy बटा डाउ x गुणा ds में माइनस के साथ माइनस प्लस बन गया है तो यह है जिसका कि मुझे आकलन करना है ध्यान रहे यह कंटूर क्रैक की सतह के बहुत करीब है स्पष्टता के लिए इसे थोड़ी दूरी पर दिखाया गया है क्रैक फेस कंप्रेसिव लोड के अधीन है वास्तव में इसे कंटूर पर कर्षण ट्रेक्शन रूप में लिया जाता है तो मेरे यह पास है मुझे इस मात्रा का आकलन करना है और यह करने के लिए कि आप स्ट्रिप यील्ड जोन की टिप पर ओरिजिन के साथ एक नई निर्देशांक प्रणाली को परिभाषित करते हैं मैं यहाँ x बराबर 0 लेता हूँ और x 0 से लेकर डेल्टा a तक जाता है और मैं स्माॅल x को डेल्टा a माइनस कैपिटल X के रूप में परिभाषित करता हूं यह आरेख में कैपिटल X के रूप में दिखाया गया है यही कारण है कि इसे उस रूप में लिया गया है तो मैं अंततः J बराबर 2 गुना इंटीग्रल 0 से डेल्टा a σyy d uy बटा dx गुणा dx प्राप्त करता हूं और यदि आप देखें तो 2uy क्या है कुछ नहीं अपितु किसी भी स्थिति में डेल्टा है डेल्टा वास्तव में विस्थापन uy का दो गुना मान है इसलिए अगर मैं उस गणितीय संबंध का उपयोग करता हूं तो मुझे एक सरलीकृत व्यंजक प्राप्त होता है J बराबर 0 से डेल्टा σys गुणा d डेल्टा और आप जानते हैं जब आप सीमा का मान रखते हैं तो यह घटकर केवल J बराबर डेल्टा ys गुणा डेल्टा हो जाता है वास्तव में यह वही है जिसे हमने पिछली कक्षा में परस्पर संबंध के रूप में देखा था और अब हमने देखा है कि परस्पर संबंध को कैसे प्राप्त किया जाए यदि आप लिटरेचर को देखते हैं तो एक व्यापक समाधान या J और डेल्टा के बीच एक व्यापक संबंध J बराबर m गुना σys डेल्टा के रूप में दिया जाता है और इस विशेष मामले के लिए आपके पास m 1 के बराबर है स्ट्रिप यील्ड मॉडल मानकर चलता है कि प्लेन स्ट्रेस और नॉन स्ट्रेन हार्डनिंग मेटेरियल है यही कारण है कि आपके पास कर्षण ट्रेक्शन सभी जगह समान रूप से σys के रूप में है हम विश्लेषण के अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेन हार्डनिंग को लेकर नहीं आ रहे हैं देखिए यदि आप वास्तव में देखें तो डगडेल का स्ट्रिप यील्ड मॉडल एक बहुत ही सरल पद्धति है लेकिन यह इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर विश्लेषण में बहुत अच्छा उपयोग प्राप्त करता है लोगों ने उससे CTOD से संबंधित अवधारणा विकसित की है इसी के आधार पर आपके पास J और CTOD के बीच एक अंतर्संबंध है बाद में लोगों ने यह भी विकसित किया कि क्या हैं जो विफलता आकलन आरेख फेलियर असेसमेंट डायग्राम के रूप में जाने जाते हैं और शुरुआती बिंदु डगडेल के मॉडल से था तो आप यहाँ क्या पाते हैं कि J बराबर σys डेल्टा है जो आपको डगडेल यील्ड स्ट्रिप मॉडल से प्राप्त हुआ है लेकिन एक व्यापक संबंध आपके पास एक कारक हो सकता है जो कि वास्तविक इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी कारक से भिन्न हो सकता है और पिछली कक्षा में भी इसका उल्लेख किया गया था इस बात पर जोर देने के लिए फिर से चर्चा की गई है कि विभिन्न फ्रैक्चर मापदंडों के बीच एक अंतर्संबंध है तो आपको क्या देखना होगा कि छोटे पैमाने की यील्डिंग के दायरे के अंतर्गत जिन भी फ्रैक्चर मापदंडों को हमने पहले देखा है जैसे कि स्ट्रेस तीव्रता मापदंड K CTOD से संबंधित है वह डेल्टा है और हमने ऊर्जा मुक्ति दर और स्ट्रेस तीव्रता मापदंड के बीच विस्तृत संबंध भी देखा है यहां तक की इस संबंध के द्वारा आप G और डेल्टा के बीच एक गणितीय संबंध पा सकते हैं यह σ ys डेल्टा बराबर G है और हमने हाल ही में σ ys डेल्टा बराबर J को भी स्थापित किया है और वैसे भी एक लीनियर मामले के लिए ऊर्जा मुक्ति दर G J के बराबर है इसलिए लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी के दायरे के अंतर्गत हालांकि हमने J G CTOD और स्ट्रेस तीव्रता कारक जैसे मापदंडों को देखा है वे सभी परस्पर संबंधित हैं तो यह एक प्रकार का आत्मविश्वास देता है कि यद्यपि फ्रैक्चर व्यवहार को समझने में शुरुआती बिंदु भिन्न हैं वे सभी निश्चित प्रकार के अंतर्संबंध में अभिसरित कन्वर्ज होते हैं यह बताता है कि वहां हमारी समझ में किसी प्रकार की आंतरिक सुसंगति है कि LEFM की दायरे के अंतर्गत क्रैक कैसे व्यवहार करता है LEFM में गणितीय विकास EPFM में जो आप देखते हैं उससे कहीं अधिक परिष्कृत है हमने KI को KIC बनते देखा है आपके पास फ्रैक्चर टफनेस है और फिर आपके पास G भी GIC बन जाता है या J JIC बन जाता है इसी तरह की तर्ज पर लोगों ने CTOD के अभी एक क्रिटिकल मान की पहचान की है तो आपके पास एक फ्रैक्चर मानदंड COD पर आधारित भी हो सकता हैं क्योंकि इसका उपयोग CTOD या COD दोनों तरह से किया जाता है और यह कब महत्वपूर्ण बन जाता है जब फ्रैक्चर से पहले पर्याप्त प्लास्टिक विरूपण होता है फ्रैक्चर प्लास्टिक स्ट्रेन की मात्रा द्वारा नियंत्रित होता है देखिए यदि आप COD की आवश्यकता को देखते हैं लोग फ्रैक्चर यांत्रिकी अवधारणाओं को विस्तारित करना चाहते थे जब आपके पास क्रैक के आसपास के क्षेत्र में प्लास्टिक स्ट्रेन पर्याप्त रूप से विकसित होता है जब आपके पास बड़ा प्लास्टिक ज़ोन है तो LEFM लागू नहीं होगा आपको अन्य विकल्प के लिए देखना होगा और क्या उल्लेख किया गया है कि प्लास्टिक स्ट्रेन की मात्रा का एक माप COD के अलावा और कुछ नहीं है यह वास्तव में CTOD है क्योंकि हमने देखा है कि प्लास्टिक विरूपण के कारण क्रैक की लंबाई अधिक हो सकती है और उसकी वजह से वास्तविक भौतिक क्रैक विस्थापित होगा और वह वास्तव में CTOD है इसलिए अन्य मापदंडों के समान यह उम्मीद की जाती है कि जब COD एक क्रिटिकल मान तक पहुंचता है तो क्रैक का विस्तार होता है तो इसका मतलब डेल्टा जो कुछ भी हो डेल्टा बन जाता है डेल्टा c फिर फ्रैक्चर शुरू हो जाएगा और यह माना जाता है कि यह नमूना के विन्यास और क्रैक की लंबाई से स्वतंत्र एक मेटेरियल स्थिरांक है देखिए कि यदि यह धारणा नहीं मानी गई है तो आप इसे व्यावहारिक ज्यामिति के लिए नहीं ले सकते जब तक कि डेल्टा c मेटेरियल स्थिरांक नहीं होगा तब तक आप फ्रैक्चर की छानबीन नहीं कर पाएंगे जैसे कि हमने देखा है फ्रैक्चर प्लेन स्ट्रेन की स्थिति में एक मेटेरियल का गुण बन जाता है उपयुक्त परिस्थितियों के अंतर्गत आप इसे मेटीरियल स्थिरांक के रूप में ले सकते हैं और इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं और आप जानते हैं हम COD को संभालने में कुछ विश्लेषणात्मक विकास भी देख सकते हैं और यह वास्तव में वेल्स द्वारा किया गया था प्लेन स्ट्रेन के लिए इरविन के परिणाम के आधार पर आप rp बराबर डेल्टा बटा 2 π ϵys प्राप्त कर सकते हैं जहाँ ϵys यील्ड बिंदु पर स्ट्रेन है हम पहले ही rp के लिए एक व्यंजक देख चुके हैं हम डेल्टा के लिए भी एक व्यंजक देख चुके हैं तो यदि आप इन दोनों को मिलाते हैं तो आप rp बराबर डेल्टा बटा 2 π ϵ s प्राप्त कर सकते हैं ये सभी व्यंजक आपके नोट्स में हैं वेल्स ने तर्क दिया कि यह मान लेना उचित है कि COD सीधे ओवरऑल टेंसाइल स्ट्रेन ϵ के आनुपातिक होगा सामान्य यील्ड पहुंचने के बाद यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है आप जानते हैं कि यदि आप फ्रैक्चर यांत्रिकी विकास को देखते हैं तो लोग शुरूआत में एक भौतिक आधार के साथ प्रारंभ करेंगे कुछ हद तक और उससे परे पूरा विश्लेषण अनुभवजन्य बन जाएगा हम पिछले कई अवसरों में देख चुके है तो यहाँ फिर से आप पाते हैं कि एक मानक के रूप में CTOD के लिए एक भौतिक आधार है लेकिन जब इसे वास्तव में लागू किया जाता है तो बहुत सारे अनुभवजन्य संबंध इस अंतर को पूरा करने के लिए आते हैं इसलिए वेल्स ने तर्क दिया कि COD सीधे ओवरऑल टेन्साइल स्ट्रेन के आनुपातिक होगा इसलिए इस तर्क के साथ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अनुमान माना कि rp बटा a बराबर ϵ बटा ϵ ys है इसने अंतिम व्यंजक डेल्टा बटा 2 π ϵ ys a बराबर ϵ बटा ϵ ys प्रदान किया इसे यूके वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेवेस और उनके सहकर्मियों द्वारा और आगे विस्तारित किया गया और उन्होंने COD डिजाइन वक्र विकसित किया COD डिजाइन कर्व इसलिए यदि आप भौतिक आधार को देखते हैं तो नींव वेल्स द्वारा रखी गई थी लेकिन यह पर्याप्त नहीं था आप जानते हैं लोगों को प्रयोगात्मक परिणामों से लेना होगा इसलिए 1974 और 1979 के बीच यूके वेल्डिंग इंस्टीट्यूट में डेवेस और उनके सहकर्मियों ने अनुभवजन्य सहसंबंधों के आधार पर COD डिजाइन वक्र प्रस्तावित किया तो आपके पास कैपिटल ϕ बराबर डेल्टा c बटा 2 π ϵ ys a मैक्स है जो कि ϵ बटा ϵ ys के पूरे वर्ग के बराबर है जब ϵ बटा ϵ ys 05 से कम या उसके बराबर होता है यह संख्या ϵ बटा ϵ ys माइनस 025 है जब ϵ बटा ϵ ys 05 से अधिक या इसके बराबर होता है देखिए आपको यह जान लेना होगा कि यह एक अनुभवजन्य संबंध है पेरिस लॉ कैसा था यह एक अनुभवजन्य संबंध था यह बहुत उपयोगी है प्रायोगिक परिणामों के आधार पर लोग पहचानने में सक्षम हो गए हैं आप एक कर्व फिटिंग प्रक्रिया कर सकते हैं और उन्होंने पेरिस लॉ प्राप्त किया है जो एक अनुभवजन्य संबंध था इसी तरह की तर्ज पर COD डिजाइन वक्र फिर से एक अनुभवजन्य संबंध है लेकिन इसका एक भौतिक आधार है इसलिए लोग इसे काफी सारे अर्ध अनुभवजन्यों का संशोधन किया हुए के रूप में भी कहते हैं तो आंशिक रूप से यह भौतिकी आधारित है फिर आपको वास्तविक मेटेरियल डेटा पर निर्भर रहना होगा और फिर फ्रैक्चर व्यवहार की व्याख्या करने के लिए एक अनुभवजन्य संबंध का पता लगाना होगा और आपको यह भी ध्यान रखना होगा J कहां लागू है परमाणु उद्योगों में महंगी उत्पादन तकनीकों के मद्देनजर वास्तविक संरचनाओं का व्यवहार प्रयोगशाला नमूनों के भौतिक व्यवहार से बहुत अधिक विचलन नहीं कर सकता है इसलिए यह सुविधा वहां परमाणु संस्थापन में थी जहां उत्पादन विधियों की बारीकी से निगरानी होती है इसलिए यदि मैं एक नमूना लेता हूं और परीक्षण करता हूं तो मुझे जो भी परिणाम मिलते हैं वे वास्तविक संरचनाओं पर निर्भरता के लिए उपयोग किए जा सकते हैं इसलिए J को अमेरिका में परमाणु संस्थापनों में प्रयुक्त मेटेरियल के लिए फ्रैक्चर मानदंड के रूप में विकसित किया गया है दूसरी ओर यदि आप COD को देखते हैं तो इसे मुख्य रूप से यूके में वेल्डिंग संस्थान में विकसित किया जाता है जो वेल्डेड जॉइंट्स के स्थानीय अंतर के लिए जिम्मेदार है इस प्रकार वेल्डेड भागों के डिजाइन के लिए और अधिक निर्देशित है देखें यदि आप वेल्डिंग को एक विनिर्माण प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तो यह अब परिपक्व हो गया है लेकिन शुरुआती चरणों में वेल्डिंग प्रक्रिया के कारण शुरू हुई विविधताओं को लोग वास्तव में नहीं समझ रहे थे क्योंकि आपको उचित ऊष्मा विसरण की आवश्यकता होती है ताकि वेल्डिंग के बाद अवशिष्ट तनाव रेसीड्यूल स्ट्रेसेस का निर्माण न हो इसलिए लोगों को महंगी दुर्घटनाओं से सीखना पड़ा और वहां असफलताएं रही हैं तो वेल्डिंग के कारण स्थानीय विविधताएँ हो सकती हैं COD डिजाइन दृष्टिकोण में यह पर्याप्त रूप से शामिल है और हमने यह भी देखा है कि यह देश आधारित है एक अमेरिका आधारित है और दूसरा ब्रिटेन आधारित है लेकिन LEFM के दायरे के अंतर्गत दोनों समान हैं EPFM में उनकी उपयोगिता भिन्न है लेकिन LEFM के दायरे के अंतर्गत सभी फ्रैक्चर मापदंडों के बीच एक अंतर्संबंध मौजूद है फेलियर असेसमेंट इन EPFM देखिए अब हम दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर चलते हैं आप इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी में फेलियर का आकलन कैसे करते हैं हम कहते हैं कि हम फ्रैक्चर यांत्रिकी विश्लेषण करना चाहते हैं लेकिन जब आप इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी में फेलियर के मूल्यांकन के लिए आते हैं तो यह केवल फ्रैक्चर यांत्रिकी अवधारणाओं पर आधारित नहीं हो सकता है प्लास्टिक विरूपण के प्रभावों पर भी विचार करना चाहिए देखिए आपको केवल फ्रैक्चर यांत्रिकी लागू नहीं करना चाहिए और प्लास्टिक निपात के कारण फेलियर को नहीं भूलना चाहिए तो यदि आप देखें परमाणु संयंत्र पाइपिंग जो टफ डक्टाइल मेटेरियल से बना है साधारण प्लास्टिक निपात विश्लेषण संभवतः पर्याप्त होगा और यदि आप देखते हैं तो FAD के रूप में संक्षिप्त किया गया फेलियर असेसमेंट डायग्राम संरचनात्मक घटकों के इलास्टिक प्लास्टिक फ्रैक्चर के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली पद्धति है संदर्भ स्लाइड समय देखें 2039 मोटिवेशन फॉर FAD वास्तव में इस कक्षा में मैं आपको इसका एक फ्लेवर देने जा रहा हूं बहुत सारी व्युत्पत्तियों में जाए बिना मैं आपको बताऊंगा कि मूल पद्धति क्या है हम अंतिम परिणामों को देखेंगे और FAD की उपयोगिता क्या है इस बारे में अपने स्वयं को सूचित करेंगे और प्रेरणा क्या है मान लीजिए मेरे पास क्रैक के साथ एक प्लेट है मैं इसे खींचता हूं यदि स्थितियां ऐसी हैं तो यह भंगुर फ्रैक्चर की ओर जाता है और घटक दो में विभक्त हो जाता है एक और महत्वपूर्ण अवधारणा भी है जिसे इस तस्वीर में दर्शाया गया है कि क्रैक की इस दिशा में एक स्वसमान तरीके से वृद्धि हुई है अगर मेरे पास एक मोड I लोडिंग है तो यह है जिस तरह क्रैक फैलता है और वही दिखाया गया है तो यह निश्चित रूप से एक फेलियर है इसलिए जब मेरे पास एक वास्तविक घटक होता है तो मैं यह सुनिश्चित करना चाहूंगा कि भंगुर फ्रैक्चर नहीं होने पाये एक अन्य पहलू यह है कि यदि मेटेरियल बहुत टफ है और यदि लोडिंग भी काफी महत्वपूर्ण है तो आपको प्राप्त हो सकता है कि पूरा सेक्शन प्लास्टिक विरूपण का अनुभव कर रहा है और इसे नेट सेक्शन यील्डिंग के रूप में जाना जाता है इसकी वजह से संरचना ढह सकती है इसलिए हमें यह जांचना होगा कि फ्रैक्चर होगा या प्लास्टिक निपात होगा और क्या मापदंड हैं जो भंगुर फ्रैक्चर को नियंत्रित करते हैं लागू किया गया स्ट्रेस एक कारक है त्रुटि का आकार और फ्रैक्चर टफनेस क्या है जिसे KIC के रूप में व्यक्त किया जा सकता है CTOD के रूप में व्यक्त किया जा सकता है JIC के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और निश्चित रूप से घटक ज्यामिति और आप कहेंगे कि फ्रैक्चर तब होता है जब KI बराबर KIC हो जाता है दूसरी ओर यदि हम प्लास्टिक निपात की ओर जाते हैं तो यह फिर से लागू स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस और फ्लो स्ट्रेस द्वारा नियंत्रित होता है समझने के लिए आपको प्लास्टिसिटी लिटरेचर को देखना होगा फ्लो स्ट्रेस क्या है घटक ज्यामिति भी एक भूमिका निभाती है और संरचना का पतन तब होगा जब नेट सेक्शन स्ट्रेस फ्लो स्ट्रेस के बराबर होगा तो विचार यह है आपको फेलियर के लिए दोनों स्थितियों का आकलन करना होगा आप एक के लिए दूसरे को छोड़ नहीं सकते आपको जांचना होगा कि क्या वहां प्लास्टिक निपात के साथ साथ भंगुर फ्रैक्चर भी हो सकता है इसलिए इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए फेलियर एसेसमेंट डायग्राम की रचना की गई है FAD हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑन व्हाट इज इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स Historical Development on what is elasto plastic fracture mechanics तो आपको देखना होगा जांच करनी होगी और पता लगाना होगा भंगुर फ्रैक्चर के साथ साथ प्लास्टिक निपात की संभावना का और तकनीक इस तरह है इससे पहले कि हम तकनीक में आएं हम ऐतिहासिक विकास भी देखेंगे FAD दृष्टिकोण मूल रूप से 1975 में डाउलिंग और टाउनले द्वारा पेश किया गया था आप जानते हैं कि वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है लगभग 60 के दशक में आपको इरविन द्वारा प्लास्टिसिटी संशोधन के साथ साथ डगडेल की यील्ड स्ट्रिप मॉडल भी मिल गया 68 के आसपास आपके पास J इंटीग्रल अवधारणा थी 75 के आसपास उनके पास पर्याप्त समझ थी इसलिए लोगों ने देखा कि EPFM में फेलियर का आकलन किस प्रकार करें आप जानते हैं यह अनिवार्य रूप से उद्योगों द्वारा संचालित है 1976 में यूनाइटेड किंगडम में केंद्रीय विद्युत उत्पादन बोर्ड संक्षिप्त में CEGB ने दो मानदंड तकनीक का उपयोग करके FAD की पहली प्रक्रिया प्रकाशित की उस काम का श्रेय हैरिसन एट अल Harrison et al को दिया जाता है और पहली प्रक्रिया डगडेल यील्ड स्ट्रिप मॉडल पर आधारित थी और उन्होंने इस प्रक्रिया को R6 प्रक्रिया का नाम भी दिया है पहले प्रकाशन के बाद से भारी बदलाव लागू किए गए हैं और वर्तमान प्रक्रिया को R6 प्रक्रिया कहा जाता है जिसे 1980 2001 के साथ साथ 2009 में संशोधित किया गया था अधिक से अधिक प्रायोगिक जानकारी डालकर लोग प्रक्रिया में सुधार करते हैं इसलिए यह FAD दृष्टिकोण यह जांचने में मदद करता है कि क्या भंगुर फ्रैक्चर होगा या प्लास्टिक निपात होगा या इसे EPFM अवधारणाओं द्वारा नियंत्रित किया जाएगा तो इस दृष्टिकोण में इस पूरे स्पेक्ट्रम को देखा जाता है और मूल प्रक्रिया इस प्रकार है आपके पास लोड अनुपात जिसे x अक्ष में Lr और टफनेस अनुपात y अक्ष में Kr के रूप में लिया गया है के बीच में एक ग्राफ खींचा गया है और आपके पास एक फेलियर एनवेलप है जो इस तरह से प्राप्त किया जाता है और यदि आपकी वास्तविक संरचना वक्र के नीचे इस क्षेत्र में स्थित है तो यह एक स्वीकार्य क्षेत्र है तो यह आपके Lr और Kr मानों द्वारा निकाला जाएगा हम देखेंगे Lr कैसे प्राप्त किया जाता है और Kr को कैसे प्राप्त किया जाता है और फेलियर एनवेलप यील्ड स्ट्रिप मॉडल या परिष्कृत J इंटीग्रल विश्लेषण या अनुभवजन्य सहसंबंध पर आधारित है ये तीनों आप लिटरेचर में पाते हैं और अगर आपकी वास्तविक संरचना बिंदु इस क्षेत्र के बाहर है तो फेलियर होगा यह एक अस्वीकार्य क्षेत्र है और इस ग्राफ पर आप इस क्षेत्र में मूल रूप से भंगुर फ्रैक्चर द्वारा नियंत्रित फेलियर की पहचान कर सकते हैं जब Kr काफी अधिक होता है तो भंगुर फ्रैक्चर प्रबल होता है जब Lr काफी अधिक होता है तो आपके पास प्लास्टिक निपात होगा और बीच में यह भंगुर फ्रैक्चर और प्लास्टिक निपात दोनों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा इसलिए जब Lr बहुत अधिक है तो आपके पास प्लास्टिक निपात होगा और आपकी संरचना के लिए आप यह पता लगाना चाहेंगे कि यह किस तरह की लोडिंग का अनुभव कर रहा है जो आपके Lr और Kr मान से आंका जाएगा और अगर बिंदु वक्र के नीचे स्थित है तो यह सुरक्षित है अब सवाल यह है कि फेलियर एनवेलप कैसे प्राप्त किया जाए Lr को कैसे परिभाषित करें Kr को कैसे परिभाषित करें सरलतम दृष्टिकोण यील्ड स्ट्रिप मॉडल का उपयोग करके FAD है आप K अनुपात को KI बटा KIC के रूप में परिभाषित करते हैं यह विशुद्ध रूप से LEFM आधारित है और आपके पास स्ट्रेस अनुपात Lr σ बटा σc के रूप में है σc क्रिटिकल स्ट्रेस है यह एक फ्लो स्ट्रेस हो सकता है और फेलियर लिफाफा मूल रूप से आपकी यील्ड स्ट्रिप मॉडल से प्राप्त होता है यह Kr और Lr के बीच अंतर्संबंध प्रदान करता है तो Kr बराबर Lr गुणा 8 बटा π2 का वर्गमूल है आपके पास प्राकृतिक लघुगणक हैं फिर Secant Lr π बटा 2 और पूरे पर पावर माइनस 1 है और यहां क्या होता है जब KI बराबर KIC होता है तो फ्रैक्चर होता है यह स्पष्ट है इसका मतलब है भंगुर फ्रैक्चर तब होता है जब Kr 1 के बराबर होता है और निपात तब होता है जब Lr 1 के बराबर होता है यहाँ हम वास्तव में स्ट्रेन हार्डनिंग पर विचार नहीं कर रहे हैं जब मैं यील्ड स्ट्रिप मॉडल का उपयोग कर रहा हूँ और आपके पास मध्यवर्ती मामला है जब Lr 1 से कम है और Kr 1 से कम है FAD कर्व डेफिनिशिन और लोगों ने वास्तव में विभिन्न प्रकार के फेलियर एनवेलप देखे हैं यही FAD वक्र की परिभाषा है आपके पास यह Kr बराबर Lr 8 बटा π2 Secant π बटा 2 Lr का प्राकृतिक लघुगणक पूरे पर घात आधा के रूप में है यील्ड स्ट्रिप मॉडल पर आधारित किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए FAD वक्र का निर्धारण करने के लिए सबसे कठिन तरीका एक इलास्टिक प्लास्टिक J इंटीग्रल विश्लेषण करना है आप जानते हैं यह बहुत महंगा होगा इसलिए क्योंकि यह बहुत महंगा होने वाला है लोग कुछ सामान्य दृष्टिकोण रखना चाहते थे हालांकि उन्होंने यील्ड स्ट्रिप मॉडल के साथ शुरू किया लोगों ने एप्रोक्सीमेट तरीकों को भी रिपोर्ट किया है और फेलियर एनवेलप की यह परिभाषा जहां Kr बराबर e गुणा ϵ रेफरेंस बटा Lr गुणा σys प्लस Lr क्यूब σys बटा दोगुना यंग मापांकyoung's modulus ϵ रेफरेंस पूरे पर पावर माइनस आधा है और यह वक्र प्रत्येक मेटेरियल के लिए विशिष्ट है इसका मतलब है भिन्न भिन्न मेटेरियल के लिए आपको अलग अलग FAD वक्र की आवश्यकता है और एक अन्य मॉडल भी है जो विशुद्ध रूप से अनुभवजन्य है जिसे Kr बराबर 1 माइनस 014 Lr2 गुणा 03 प्लस 07 एक्स्पोनेंशियल माइनस 065 Lr पूरे पर पावर 6 द्वारा दिया जाता है Lr के लिए Lrmax से कम है और इसी तरह आपके पास लिटरेचर में उद्धृत अन्य अनुभवजन्य संबंध हैं देखिए अनुभवजन्य दृष्टिकोणों ने वास्तविक संरचनात्मक घटकों में फ्रैक्चर यांत्रिकी लागू करने में अधिक से अधिक स्वीकृति प्राप्त की है क्योंकि समस्या का कार्यक्षेत्र इतना जटिल है इसलिए लोगों ने उपयुक्त प्रयोग करके और कर्व फिटिंग एक्सरसाइज करते हुए आंकड़े एकत्र करके इसे बहुत अधिक लाभदायक पाया है और यह FAD दृष्टिकोण में भी देखा जाता है और विश्लेषण को परिष्कृत करने के लिए Kr और Lr परिभाषाएँ उपयुक्त रूप से ली गई हैं वहां कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है कि Kr क्या है Kr को आमतौर पर KI बटा Kmat के रूप में दर्शाया जाता है हमने पहले देखा था भाजक K IC है जो केवल LEFM की अवधारणाओं को लागू करते समय है तो यदि आप Kmat की परिभाषा को बदलते हैं तो संपूर्ण विश्लेषण को परिष्कृत किया जा सकता है यदि J आधार से आपके पास मेटेरियल के लिए एक Jcrictical है तो आप Kmat की गणना कर सकते हैं आप अंतर्संबंध का उपयोग करते हैं और फिर K का पता लगाते है और आप CTOD पर आधारित Kmat का भी पता लगा सकते हैं तो K मेटेरियल को chi के स्क्वायर रूट गुणा σys डेल्टा क्रिटिकल गुणा E बटा 1 माइनस न्यू स्क्वायर के रूप में दिया जाता है जहाँ chi एक बाध्यता कंस्ट्रेंट कारक है जिसकी रेंज आमतौर पर 15 से 2 तक होती है तो वे क्या करते हैं कि यदि आप एक LEFM विश्लेषण कर रहे हैं तो आप बस कहते हैं कि Kmat को KIC के रूप में लीजिये इसलिए यदि आप अपने विश्लेषण को परिष्कृत करना चाहते हैं तो EPFM मापदंडों के आधार पर इस परिभाषा को संशोधित करें जैसे कि JIC या डेल्टा क्रिटिकल तो वे क्या पाते हैं यदि आप फेलियर एनवेलप प्राप्त करने में सक्षम हैं और यदि आपका मूल्यांकन बिंदु उससे नीचे है तो यह सुरक्षित है यदि यह ऊपर है तो आपको यह पता लगाना होगा कि अपने डिजाइन में सुधार कैसे करें तो यह इस बात का अनुमान देता है कि इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर यांत्रिकी विश्लेषण में लोग किस तरह का फेलियर मूल्यांकन करते हैं मिक्स्ड मोड फ्रैक्चर अब हम अपने अगले विषय पर चलते हैं मिश्रित मोड फ्रैक्चर देखें कि हमने मोड I विश्लेषण पर काफी ध्यान दिया है वास्तविक समस्या जो आपके सामने आती है केवल मोड I लोडिंग हैलेकिन यह तरीका नहीं है आपके पास एक वास्तविक स्थिति में हमेशा फ्रैक्चर के विभिन्न मोड का संयोजन होगा उदाहरण के लिए यहां तक कि एक कॉम्पैक्ट तनाव नमूना के लिए यदि लोडिंग अक्ष क्रैक अक्ष के पूरी तरह से लंबवत नहीं है तो मोड II लोडिंग की थोड़ी मात्रा मौजूद होगी और हमने मोड I के मामले में देखा है जब KI KIC बन जाता है तो भयंकर रूप से फेलियर होता है इसी प्रकार अलग अलग मोड के लिए संबंधित फ्रैक्चर टफनेस के मान फ्रैक्चर या क्रैक प्रसार की शुरुआत को निर्धारित करते हैं लेकिन सवाल यह है कि अगर मेरे पास एक संयुक्त लोडिंग है तो एक से अधिक लोडिंग मोड मौजूद होने पर फ्रैक्चर का मापदंड क्या होना चाहिए तो यह पहला सवाल है दूसरा सवाल यह है कि क्रैक किस दिशा में फैलेगा यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है केवल यदि आप इन सभी को समझते हैं तो आप आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि हम समझ गए हैं कि क्रैक के आसपास के क्षेत्र में क्या होता है और यहां फिर से हम वापस जाएंगे और जो हम पारंपरिक डिजाइन दृष्टिकोणों में कर रहे हैंउसे काम में लेंगे हम बस एक तनाव परीक्षण करते हैं यील्ड स्ट्रेन का पता लगाते हैं उसके आधार पर आप फेलियर मानदंड का निर्धारण करते हैं आपके पास ट्रेस्का यील्ड मॉडल और वॉन मिसेस यील्ड मॉडल है और आपके पास सरल समस्याओं के लिए भी था आपके पास अलग अलग फेलियर सिद्धांत थे इसलिए जब आप फ्रैक्चर यांत्रिकी में आते हैं तो स्पष्ट रूप से बहुत सारे फेलियर सिद्धांत भी होंगे आपको इसका पूर्वानुमान लगाना होगा और यहाँ फिर से हम क्या देखेंगे प्रारंभिक पद्धतियाँ एक भौतिकी पर आधारित होंगी लेकिन बाद में अनुभवजन्य विश्लेषण पर ही आकर रुकना होगा तो यह तरीका है जैसे हम इसे देखेंगे क्रैक ग्रोथ डायरेक्शनस तो हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या मापदंड है जिसका मुझे उपयोग करना चाहिए और दूसरा प्रश्न यह है कि क्रैक के प्रसार की दिशा क्या है और हमें यह समझना होगा कि विभिन्न प्रकार के लोडिंग के अधीन होने पर क्रैक कैसे बढ़ता है मेरे पास एक क्रैक है क्रैक केंद्र है यहां एकअक्षीय तनाव के अधीन है और आप पाते हैं कि जब लोडिंग पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है तो क्रैक बढ़ता है जो इस तरह से था इस प्रकार क्षैतिज रूप से इसे स्वसमान क्रैक वृद्धि के रूप में जाना जाता है आपको इस शब्दावली को समझने की आवश्यकता है जब एक क्रैक मोड I लोडिंग के अधीन है आपके पास स्वसमान क्रैक ग्रोथ है मान लीजिए मैं समान पैनल लेता हूं और शुद्ध शीयर लागू करता हूं तो क्रैक कैसे बढ़ता है क्रैक एक कोण पर बढ़ता है यह स्वसमान तरीके से प्रसारित नहीं होता है इसलिए आपको यह समझना होगा कि लोडिंग प्रकार के आधार पर क्रैक वृद्धि की दिशा भिन्न हो सकती है तो शुद्ध मोड I के मामले में और यदि मेरे पास एक आइसोट्रोपिक मेटेरियल है तो मेरे पास स्वसमान क्रैक वृद्धि है जब मेरे पास एक मोड II स्थिति होती है तो क्रैक एक कोण पर बढ़ती है इसलिए मेरा सिद्धांत इस कोण का सटीक पूर्वानुमान करने में सक्षम होना चाहिए तब मैं सिद्धांत को स्वीकार करूंगा इस तरह से आपको इसे देखना होगा वह प्रश्न जो हम देखने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास मोड I और मोड II का संयोजन है तो मैं किस प्रकार पता करूंगा कि क्रैक कब भयावह हो जाएगा क्रैक किस दिशा में बढ़ेगा इस तरह का एक जवाब मुझे किस तरह मिल सकता है सबसे सरल दृष्टिकोण में से एक है कि हम ऊर्जा पद्धति पर जाएंगे क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एनर्जी रिलीज़ रेट तो आप ऊर्जा संतुलन मापदंड करते हैं संयुक्त लोडिंग स्थिति के लिए चूंकि ऊर्जा एक अदिश स्कैलर राशि है इसलिए अलग अलग मोड के कारण ऊर्जा को जोड़ा जा सकता है आपके पास ये सभी व्यंजक हैं आपके पास GI GII और GIII के लिए व्यंजक हैं इसे प्लेन स्ट्रेस के लिए अलग से लिखा जाता है इसे प्लेन स्ट्रेन के लिए अलग से लिखा जाता है तो मैं क्या कर सकता था मैं बस कह सकता हूं इन सभी अलग अलग ऊर्जाओं का योग करें कुल ऊर्जा के लिए एक क्रिटिकल मान होना चाहिए और वह निर्धारित कर सकता है कि फ्रैक्चर कब होगा और यदि आप इस अंतर्संबंध के लिए भी देखें जिसे हमने प्राप्त किया है यह कोप्लेनर क्रैक विस्तार को मानता है इसलिए यहां तक कि ग्रिफिथ जब उन्होंने इस ऊर्जा मुक्ति दर को प्रतिपादित किया तो उन्होंने पाया कि जब आपके पास संयुक्त मोड हैं तो यह मिश्रित मोड स्थिति को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है जब तक क्रैक की वृद्धि कोप्लेनर है तब तक यह सिद्धांत ठीक है इसलिए जब क्रैक की वृद्धि कोप्लेनर होने वाली है तो यह सवाल नहीं है कि क्रैक किस दिशा में बढ़ेगा क्रैक वृद्धि की दिशा पहले से ही ज्ञात है कुछ विशिष्ट अनुप्रयोगों में आप मिश्रित मोड में भी कोप्लेनर क्रैक विस्तार को प्राप्त कर सकते हैं मान लीजिए कि मेरे पास एक चिपकाकर जोड़ा हुआ जॉइंट है ताकि जॉइंट क्रैक के प्रसार की दिशा निर्धारित करे लेकिन आपके पास संयुक्त मोड लोडिंग हो सकता है या मेरे पास साइड ग्रूव्स हैं जैसे कि हमने शेवरॉन नोच के मामले में देखा था आपने एक विशेष प्लेन को कमजोर बना दिया है तो उस प्लेन में क्रैक का विकास होगा और आपके पास मापदंड भी हैं जो आपकी गणनाओं से क्रैक की वृद्धि की दिशा के आकलन की अनुमति देता है और सिद्धांतों में से एक एरडोगन और सिह द्वारा उन्नत है इसे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मापदंड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है लेकिन अगर आप वास्तव में मूल मापदंड को देखते हैं तो यह माना जाता है कि क्रैक अधिकतम टेंजेंशियल या टेंसाइल स्ट्रेस की दिशा में फैलती है देखें कि हमने वेस्टरगार्ड के स्ट्रेस फील्ड समीकरणों को देखा है हमने विलियम्स के स्ट्रेस फील्ड समीकरणों को भी देखा है विलियम्स के दृष्टिकोण से हमें सीधे σrr σθθ और टाउrθ प्राप्त हुआ है और यह मापदंड क्या कहता है कि यह प्रसिद्ध मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस मापदंड के रूप में भी जाना जाता है इसलिए इसे MTS मापदंड कहा जाता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की दिशा और यह दिशा तभी समाहित होती है यदि एसिम्प्टोटिक स्ट्रेस विस्तार में केवल पहले पद को माना जाए हमने पहले ही देखा है हालांकि हमने मल्टी मापदंड समाधान विकसित किया है हमने अपनी सभी फ्रैक्चर चर्चा के लिए कहा हम अपना ध्यान श्रृंखला के पहले पद पर केंद्रित करेंगे जब मैं केवल पहले पद को लेता हूं तो इसका निष्कर्ष प्रिंसिपल स्ट्रेस अधिकतम प्रिंसिपल स्ट्रेस है इसीलिए यही कारण है कि इसे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मापदंड के रूप में रखा गया है लेकिन एक व्यापक शब्दावली मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस मापदंड है और सरलीकृत विश्लेषण के मामले में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की दिशा और σθθ के अधिकतम मान की दिशा से समाहित होती है यदि फिर भी कोई उच्च क्रम के पदों के प्रभाव पर विचार करना चाहता है तो मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस की दिशा की गणना करें इसलिए आपको इसकी गणना करनी होगी तो आपके पास डाउ σθθ बटा डाउ θ बराबर 0 है इससे आपको पता चलता है कि मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस की दिशा क्या है और फिर गणना कीजिए लेकिन हम देखेंगे कि पहले पद के लिए इसका आशय मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की दिशा है तो यह उन मापदंडों में से एक है एक अन्य मापदंड को स्ट्रेन ऊर्जा डेन्सिटी के रूप में जाना जाता है जो कि SED के रूप में संक्षेपित है और यह सिह के कारण है और यह मापदंड कहता है मिश्रित लोडिंग के अंतर्गत क्रैक न्यूनतम स्ट्रेन ऊर्जा घनत्व डेन्सिटी की दिशा में विस्तारित होगा MTS या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मापदंड के मामले में मिश्रित लोडिंग के अंतर्गत सरलीकृत मामले में क्रैक मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस या प्रिंसिपल स्ट्रेस की दिशा में विस्तारित होगी आप बहुत अच्छे तरीके से θ के लिए एक व्यंजक प्राप्त करने में सक्षम होंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्राइटेरिया और हम इसके विवरण को देखते हैं आपकी नोट बुक में पहले से ही ये व्यंजक हैं तो भी आप इसे फिर से लिख सकते हैं ध्रुवीय निर्देशांक के पदों में आपके पास स्ट्रेस घटक हैं और मेरे पास σθθ को 1 बटा 2 π r cosθ का रूट बटा 2 गुणा KICos2θ बटा 2 माइनस 3 बटा 2 KIISin θ के रूप में है और आपका शीयर स्ट्रेस टाउrθ बराबर 1 बटा 2 गुणा 2πrcosθ का रूट बटा 2KISin θ प्लस KII3Cosθ माइनस 1 है और जब से मैंने कहा है कि मैं श्रृंखला में केवल पहले पद पर विचार करने जा रहा हूं मैं वास्तव में टाउrθ की तलाश कर रहा हूँ जिसे क्रैक विस्तार की दिशा प्राप्त करने के लिए 0 ही होना चाहिए अन्यथा मैं डाउ σθθ बटा डाउ θ को 0 के बराबर लूंगा यह मेरे लिए क्रैक विकास के कोण का पता लगाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध मुझे देता है तो मेरे पास यहाँ क्या है θ को θm ले लेते हैं जिस पर क्रैक बढ़ता है मेरे लिए शीयर स्ट्रेस 0 होने के लिए मैं एक समीकरण KI sinθm प्लस KII 3Cosθm माइनस 1 बराबर शून्य प्राप्त करता हूं आप सीधे θm के लिए हल कर सकते हैं और यह थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है आप Sinθm को 2 Sinθm बटा 2 गुणा Cosθm बटा 2 के रूप में व्यक्त करते हैं आप इन पदों को शामिल करने वाले एक व्यंजक को प्राप्त करते हैं आपके पास यह 3 KII Cos2θm बटा 2 माइनस Sin2θm बटा 2 माइनस KII Sin2θm बटा 2 प्लस Cos2θm बटा 2 बराबर जीरो है जिसे 2 KII tan2θ m बटा 2 माइनस KI tanθm बटा 2 माइनस KII बराबर जीरो तक सरलीकृत किया जा सकता है और यह मुझे θm का मान प्राप्त करने के लिए एक व्यंजक देता है मेरे पास tanθm बटा 2 बराबर 1 बटा 4 KI बटा KII प्लस या माइनस 1 बटा 4 KI2 रूट बटा KII पूरे का स्क्वायर प्लस 8 है कंडीशन फॉर क्रैक इनस्टेबिलिटी तो किसी दी गई समस्या में यदि सभी स्ट्रेस तीव्रता कारक ज्ञात हैं तो MTS मापदंड आपको संभावित क्रैक विकास कोण की गणना करने का तरीका प्रदान करता है दूसरा सवाल यह है कि फ्रैक्चर कब होगा क्योंकि मुझे यह जानने की जरूरत है कि फ्रैक्चर की शुरुआत का पता कैसे लगाया जाए तो वह आपके व्यंजक σθθ के लिए θ बराबर θm को प्रतिस्थापित करने पर आता है एक शुद्ध मोड I के मामले के लिए θm बराबर 0 और KI बराबर KIC है तो किसी दी गई समस्या में जब यह राशि जो कि KICos3θ m बटा 2 माइनस 3KIICos2θm बटा 2 गुणा Sinθm बटा 2 है मोड I में फ्रैक्चर टफनेस तक पहुंचता है तो फ्रैक्चर होगा क्या आप सरल विश्लेषण के मामले में मिश्रित मोड लोडिंग के बीच समानता पाते हैं मान लीजिए मेरे पास संयुक्त लोडिंग स्थिति टेंशन टोर्जन साथ ही साथ बैंडिंग भी उपस्थित है आप प्रिंसिपल स्ट्रेस की अवधारणा पर जाते हैं और आप उन्हें ट्रेसका या वॉन मिसेस यील्ड मापदंड में एक उपयुक्त फैशन में संयोजित कीजिए और जांच करिए कि एक साधारण टेंशन परीक्षण में क्या होता है और फेलियर के मान का पता लगाइए और फिर मूल्यांकन करें कि पारंपरिक विश्लेषण में यील्डिंग होती है या नहीं समान प्रकार का आइडिया यहां विस्तारित किया गया है आपको एक दी गई समस्या के लिए KI और KII का पता लगाना होगा लेकिन KIC के लिए फ्रैक्चर टफनेस जो कि मोड I लोडिंग ली गई है तो इस कक्षा में हमने क्या देखा हमने J और CTOD के बीच के अंतर्संबंध को देखा है व्युत्पत्ति के कुछ विवरण हमने देखे फिर हमने COD डिजाइन वक्र को देखा मैंने कहा कि यह पूरी तरह से अनुभवजन्य संबंध आधारित है फिर हम आगे बढ़े कि इलास्टो प्लास्टिक फ्रैक्चर विश्लेषण में फेलियर का आकलन कैसे करें इसमें हमने FAD फेलियर एसेसमेंट डायग्राम के बुनियादी उसूलों को देखा फिर हम मिश्रित मोड फ्रैक्चर पर आगे बढ़े हमने देखा कि स्वसमान क्रैक विकास क्या है और मोड II स्थिति के अंतर्गत क्रैक कैसे बढ़ता है फिर हमने दो सिद्धांतों को देखा एक ऊर्जा संतुलन मापदंड पर आधारित है दूसरा मैक्सिमम टेंजेंशियल स्ट्रेस मापदंड पर है हम अन्य सिद्धांत को अगली कक्षा में देखेंगे धन्यवाद